इसलिए ट्रांसड्यूसर पर व्याख्यान जारी है हम आज मध्यवर्ती संशोधित उपकरण को पूरा करने का प्रयास करेंगे इसलिए हमने स्पष्ट रूप से देखा कि एक प्राथमिक उपकरण है तब हमारे पास एक मध्यवर्ती उपकरण था और फिर हमारे पास अंतिम या द्वितीयक उपकरण या अंतिम था तो यहां मूल रूप से प्राथमिक सिग्नल रिकॉर्ड किया जाएगा फिर इसे इस तरह के रूप में परिवर्तित किया जाएगा कि आउटपुट इसे पढ़ सके आज मुख्य रूप से हम जो उपयोग करते हैं हम हमेशा एक विद्युत उत्पादन करने की कोशिश करते हैं इसलिए जहां तक विद्युत उत्पादन में हम वोल्टेज के लिए तत्पर हैं तो प्रतिक्रिया नियंत्रण के लिए इस वोल्टेज को आसानी से वापस लिया जा सकता है और प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए हम पहले मध्यवर्ती संशोधित उपकरण देखेंगे फिर हम विद्युत मध्यवर्ती संशोधित उपकरणों का लाभ देखेंगे फिर अंत में हम समाप्ति उपकरणों को देखेंगे जो अंतिम उपकरण हैं जब हम प्रवर्धन के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार के प्रवर्धन होते हैं एक है यांत्रिक प्रवर्धन और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन यांत्रिक प्रवर्धन समय की अवधि में हमेशा एक टूट फूट होता है तो एक बैकलेस त्रुटि है या वहाँ विक्षेपण हो सकता है जो वहाँ है उदाहरण के लिए यदि आप एक डायाफ्राम डालते हैं तो विक्षेपण हो सकता है तो इस वजह से आपके पास यांत्रिक प्रवर्धन का उपयोग करने के लिए कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन आसान है जहां टूट फूट भी कम है आज हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन रखना पसंद करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन या इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर विद्युत उपकरणों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अलग करने वाले कारक में से एक इस तथ्य से माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के कुछ हिस्से में इलेक्ट्रॉनों को भौतिक संपर्क की अनुपस्थिति में एक स्थान के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है जो दूसरे शब्दों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करता है ठीक है इसलिए पहले के दिनों में हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे इसलिए यहां हम यह भी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और विद्युत उपकरणों के उपयोग में क्या अंतर है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र मुख्य रूप से हम वैक्यूम में संचार करने की कोशिश करते हैं वैक्यूम ट्यूबों के काम में नियोजित सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब कैथोड को गरम किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है यह वैक्यूम ट्यूब तकनीक है धीरे धीरे यह वैक्यूम ट्यूब तकनीक बदल गई है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बड़े पैमाने पर आ गए हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को सकारात्मक चार्ज प्लेट की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्लेट सर्किट के माध्यम से प्रवाह होता है ग्रिड नामक तीसरे तत्व का उपयोग करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है इसलिए हमारे पास एक नकारात्मक था हमारे पास एक सकारात्मक था तो नकारात्मक सकारात्मक और फिर हमारे पास ग्रिड नामक कुछ था यह योजनाबद्ध आरेख एक ग्रिड है करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ग्रिड का उपयोग किया जा सकता है ग्रिड को कैथोड और प्लेट के बीच पेश किया जाता है जैसे कि यह कैथोड के सापेक्ष विधिवत् आवेशित होता है ग्रिड पर नकारात्मक वोल्टेज को बायस कहा जाता है ठीक है तो यह वही है जो एक विशिष्ट सर्किट जैसा दिखता है आप कुछ वोल्टेज लागू करते हैं या आप गर्मी लागू करते हैं तो कैथोड निकलता है तो आपके पास एक एनोड है तो वह एक प्लेट है तो आपके बीच में एक ग्रिड है और ग्रिड में एक बायस वोल्टेज है तो यह एक प्लेट आपूर्ति है आपके पास एक एम्पलीफायर लोड है तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर का योजनाबद्ध या बुनियादी सर्किट कैसा है क्या एक कैथोड एनोड ग्रिड पक्षपाती है तो जिसका उपयोग करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और फिर आपके पास एक प्लेट सप्लाई होती है तब आपके पास एक एम्पलीफायर लोड होता है अपने सरलतम रूप में एकल चरण एम्पलीफायर को यहां की आकृति में देखा जा सकता है यह है कि एक हीटर ए तंतु को गर्म करता है जो बदले में कैथोड को गर्म करता है B प्लेट की आपूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है ठीक है तो आवश्यक बायस वोल्टेज C द्वारा आपूर्ति की जाती है ठीक है तो यह A है यह बB है और फिर यह बायस वोल्टेज की आपूर्ति है और यह एकल चरण प्रवर्धन या एकल चरण प्रवर्धक के लिए है टेलीमेट्री नामक एक अवधारणा भी है आज टेलीमेट्री में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संदर्भ में बहुत बात की जाती है ठीक है तो टेलीमेट्री दूरी पर मापी जाती है जैसा कि इसके नाम टेलीमेट्री द्वारा दूरी सही के रूप में सुझाया गया है मापी गई दूरी आमतौर पर रेडियो हाइपरसोनिक या इंफ्रारेड प्रणाली का उपयोग करके की जाती है और इसलिए इसे वायरलेस डेटा संचार के रूप में संदर्भित किया जाता है तो आज हम माप चरण में भी टेलीमेट्री अवधारणा का उपयोग करते हैं तो आपकी मापी गई मात्रा वहां है और यह एक प्राथमिक डिटेक्टर है फिर हमारे पास टेलीमेट्री ट्रांसमीटर है और फिर हमारे पास टेलीमेट्री चैनल फिर टेलीमेट्री रिसीवर और अंत में आपको एक डिस्प्ले मिलता है तो इस पूरे मामले को एक मध्यवर्ती चरण के रूप में कहा जाता है यह प्राथमिक को द्वितीयक में परिवर्तित कर रहा है बीच में यह कुछ बदलाव करता है जैसे कि यह जो भी प्राथमिक कमी है उसे माध्यमिक कमी में बदलने की कोशिश करता है जैसे कि इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है या कल्पना की जा सकती है ठीक है टेलीमेट्री वायरलेस है इसलिए आज हम इन्फ्रारेड इमेजिंग का उपयोग कर रहे हैं हम संचार के लिए रेडियो और हाइपरसोनिक का उपयोग कर रहे हैं ठीक है पल्स कोड मॉड्यूलेशन pulse code modulation को पसंदीदा टेलीमेटरी प्रारूप के रूप में पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें कई फायदे होते हैं जैसे कि स्पंदित आयाम न्यूनाधिक की तुलना में कई डेटा हैंडलिंग डिजिटल डेटा का एकीकरण बेहतर सटीकता और शोर में कमी ठीक है तो ये कुछ तकनीकें हैं स्पंदित कोड न्यूनाधिक और स्पंदित आयाम न्यूनाधिक दो अलग अलग प्रकार के हैं इसलिए मूल रूप से हम जो कहना चाह रहे हैं ये स्पंदित हैं ठीक है अगर आप सीधे प्रवर्धित कर सकते हैं तो आपके पास शोर होगा जो एकीकृत हो रहे हैं आप स्पंदित कोड न्यूनाधिक में परिवर्तित किए हैं इसलिए आपके पास कई डेटा होंगे जैसे आप किसी दिए गए बिंदु पर संभाल सकते हैं एक टेलीमीटरिंग प्रणाली आम तौर पर एक उप वाहक दोलन का उपयोग करता है विभिन्न दोलन के माध्यम से सूचना ट्रांसमीटर को स्टेशन प्राप्त करने पर संसाधित किया जाता है इसलिए यदि आप यहां देखते हैं तो यह प्राप्त करने वाला स्टेशन है ठीक है इसलिए यदि आप कल्पना नहीं कर सकते तो यह आपके रेडियो स्टेशन जैसा है आपके पास एक रेडियो स्टेशन है आपके पास कई FM हैं FM 1 FM 2 FM 3 और फिर जब आपके पास यह एक स्टेशन है और जब आपके पास एक रिसीवर होगा तो हम संग्रह आवृत्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और हम इससे कूद सकते हैं एक आवृत्ति दूसरे आवृत्ति और प्राप्त होना शुरू हो जाता है इसलिए आपके पास डेटा हो सकता है जो प्राप्त अंत में कई डेटा को संभाला है इसलिए विभिन्न SCOs ऑसिलेटर के माध्यम से प्रेषित जानकारी को प्राप्त स्टेशन पर संसाधित किया जाता है डे कम्यूटेटर डे मल्टीप्लेक्सर या एक विभेदक सर्किट को नियोजित करके विभिन्न उपकारक आवृत्तियों को अलग और विसंकेतन किया जाता है इसलिए जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके पास डेटा का एक गट्ठा है जो आ रहा है तो यह डेटा अब अलग किया गया है और फिर अलग किया गया डेटा को सांकेतिक शब्दों में बदला गया है और फिर आप संवाद करते हैं इसके संप्रेषित होने के बाद जब आप इसे प्राप्त करते हैं इन सभी चीजों को सांकेतिक शब्दों में बदला जाता है और फिर यहां आप इसे विसंकेत करते हैं और फिर आप डेटा का उपयोग करना शुरू करते हैं अलग किए गए संकेत अलग किए गए संकेत उपयुक्त आउटपुट प्रणाली में प्रतिष्ठित हैं जानकारी को ध्यान देना महत्वपूर्ण है या अधिग्रहीत डेटा को पहले रिकॉर्ड किया गया है ताकि वे अंतिम न हों इसके अलावा मल्टीप्लेक्स से निकलने वाली सूचनाओं को डी कम्यूटेटर के साथ समकालना बहुत आवश्यक है क्योंकि डेटा को एकत्रित करते समय टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नियोजित होता है जो सटीक समय पर आधारित होता है तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यदि आप इस पर वापस जाते हैं तो आप समझेंगे कि मापा यांत्रिक हो सकता है या देखिए अब मैं आपको अनुसंधान बताऊंगा जो मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूं हमारे पास ड्रिलिंग मशीन है तो हम बलों को मापते हैं तो हम क्या मापते हैं हम वोल्टेज को मापते हैं ठीक है अब दिलचस्प समस्या यह है कि अगर मेरे पास संवाद करने के लिए एक तार है उदाहरण के लिए ड्रिलिंग में मैंने अपना डायनेमोमीटर और स्पिंडल लगाया और स्पिंडल उन बलों को रिकॉर्ड करता है जो थ्रस्ट और टॉर्क हैं और अगर कोई तार है तो तार उलझ जाएगा तो अब हम क्या करते हैं हम डायनेमोमीटर में जो भी मिला है उस सिग्नल को संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं इसे सीधे रिसीविंग स्टेशन पर पहुँचाया जाता है और रिसीविंग स्टेशन में मैंने क्या किया है बल डेटा में वोल्टेज डेटा मैंने क्या किया है मैंने N के इस बल के लिए कैलिब्रेट किया है वोल्टेज क्या होगा जो की पहले से ही कैलिब्रेटेड है इसलिए मैंने रैखिक ज़ोन लिया है तो अब मुझे पता है कि क्या मुझे यह वोल्टेज मिला है इसलिए मैं इसी पर बलों को प्राप्त करने की कोशिश करता हूं और दिलचस्प रूप से मैं इसे गतिशील बनाने का भी प्रयास करता हूं इसलिए जब यह मशीनिंग शुरू करता है तो टॉर्क या थ्रस्ट समय के साथ बढ़ता और घटता रहता है तो यह थ्रस्ट हो सकता है और यह समय हो सकता है ठीक है यह न्यूटन में है इसलिए मुझे यह आउटपुट मिलता है इसलिए यहां मैं टेलीमेट्रिकल रूप से वोल्टेज को एक बल संकेत में संचारित कर रहा हूं जो बाहर प्रदर्शित होता है यह संचार टेलीमेट्री विधि द्वारा किया जा सकता है टेलीमेट्री विधि में पहले मुझे डेटा प्राप्त करना होगा डेटा को अलग करना होगा मुझे डेटा संचारित करना होगा तो मैं संचारित इसलिए जब मैं संचारित करता हूं तो मेरे पास कई प्रणाली है इसलिए मैं इसे विभिन्न आवृत्तियों या विभिन्न समय संकेतों के लिए अलग करता हूं और फिर मैं उन्हें हासिल करने की कोशिश करता हूं इसलिए यहां मैं उन्हें सांकेतिक शब्दों में बदलने की कोशिश करता हूं और यहां मैं उन्हें विसंकेत करने का प्रयास करता हूं यहां मैं स्पंदित कोड न्यूनाधिक करने की कोशिश करता हूं और फिर मुझे वह सब कुछ प्राप्त होता है जहां शोर कम हो जाता है और फिर मैं डेटा को परिवर्तित करता हूं तो यह है कि टेलीमेट्री जो कि मध्यवर्ती संशोधित उपकरण में उपयोग की जाती है जो ट्रांसड्यूसर में उपयोग की जाती है तो हम एक साधारण समस्या का प्रयास करते हैं एक एम्पलीफायर के माध्यम से 5 वोल्ट वोल्टमीटर से जुड़ा LVDT का आउटपुट जिसका प्रवर्धन कारक 250 है और 2 मिलीवोल्ट का आउटपुट LVDT के सीमांत में दिखाई देता है जब कोर 05 की दूरी पर चलता है LVDT कृपया वापस जाएं और याद रखें कि हमारे पास एक प्राथमिक कुंडल था हमारे पास एक कोर था और फिर हमारे पास 2 माध्यमिक कॉइल हैं इसलिए यह है कि आउटपुट 2 मिलीवोल्ट LVDT के छोर पर दिखाई देता है जब कोर 05 की दूरी पर चलता है LVDT की संवेदनशीलता का पता लगाएं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं हम यह कहना चाह रहे हैं कि LVDT है रैखिक चर अंतर ट्रांसफार्मर तो यहां एक इनपुट है जो कुछ भी नहीं है लेकिन 05 मिमी है और यहां यह आउटपुट है जो 2 मिलीवोल्ट है ठीक है मैं इसे एक एम्पलीफायर एम्पलीफायर से जोड़ रहा हूं जो 250 बार है और फिर मैं वोल्टमीटर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए अगर मुझे LVDT की संवेदनशीलता की गणना करनी है LVDT की संवेदनशीलता LVDT की संवेदनशीलता पूरे सेटअप की संवेदनशीलता एम्पलीफायर 250 × 2mv एम्पलीफायर 500 mV संवेदनशीलता यह पूरे तंत्र की संवेदनशीलता होगी तो हमने उस मध्यवर्ती उपकरण को समाप्त कर दिया है तो अब हम अंतिम उपकरणों पर विचार करते हैं तो समाप्ति उपकरणों को मीटर संकेतक में वर्गीकृत किया गया है मीटर संकेतक को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है सरल D'Arsonval डी ऑर्सनवल प्रकार की माप करंट या वोल्टेज इसके बाद वोल्ट ओम मिलि एममीटर या मल्टी मीटर होगा या फिर आखिरी वाला वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर होगा इसलिए मीटर संकेतकों को तीन में वर्गीकृत किया जा सकता है तो वे करंट या वोल्टेज वोल्ट ओम मिलि एमीटर या मल्टी मीटर वैक्यूम प्रकार के वोल्टमीटर को मापने के लिए सरल D'Arsonval डी ऑर्सनवल प्रकार हैं इसलिए जब हम करंट या वोल्टेज को मापने के लिए सरल DArsonval प्रकार के बारे में बात करते हैं तो यह अनिवार्य रूप से निम्नलिखित घटकों से मिलकर बनता है जिसे स्थायी चुंबक कुंडल बाल वसंत सूचक और पैमाने के रूप में कहा जाता है कुंडल असेंबली एक शाफ्ट पर मुहिम की जाती है जो बदले में आपके हेयर स्प्रिंग पर टिका होता है चुंबकीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू में लोहे की कोर को कॉइल के अंदर रखा जाता है तो हम आकृति देख सकते हैं और फिर आप समझेंगे तो यह स्केल सूचक है जो मैंने कहा यह चलती कुंडल असेंबली है यह है जो हमारे पास है दो स्थायी चुम्बक हैं उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यह चलती कुंडल असेंबली है ठीक है इसलिए यदि आप वापस जाते हैं तो यह अनिवार्य रूप से निम्नलिखित घटकों से मिलकर बनता है स्थायी चुंबक कुंडल हेयर स्प्रिंग सूचक और पैमाना ये सभी चीजें यहां हैं सूचक स्केल फिर स्थायी मैग्नेट चलती कॉइल असेंबली फिर आपके पास एक हेयर स्प्रिंग है तो कुंडल असेंबली एक शाफ्ट पर मुहिम की जाती है जो बदले में हेयर स्प्रिंग पर टिका होता है तो यह क्या है तो हम इस भाग के बारे में बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू में लोहे की कोर को कॉइल के अंदर रखा जाता है कुंडल कहाँ है यहाँ कुंडल है तो कुंडल स्प्रिंग टिका हुआ और इसे यहां रखा गया है घुमावदार ध्रुव का टुकड़ा तब चुंबक से जुड़ा होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर करंट बढ़ता है तो टॉर्क बढ़ता है इसका मतलब है कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उपयोग मीटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है तो यहाँ यह डायल गेज की तरह मीटर को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है हमने डायल गेज का अध्ययन किया था हमने वसंत को कुंडलित किया था तब हमारे पास पत्ती वसंत जुड़ी हुई थी तो इसी तरह से यहां यह विद्युत चुम्बकीय रूप से है हम इसे स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं अगला एक वोल्ट ओम मल्टी एमीटर या मल्टी मीटर multi meters है एक विशिष्ट वोल्ट ओम मिलि एमीटर मल्टीप्लायर स्टंट रेसिस्टर्स और रेक्टिफायर सर्किट को जोड़ने के लिए स्विचिंग प्रावधान को नियोजित करता है रोकनेवाला के माध्यम से बहने वाली करंट को ओम मीटर फ़ंक्शन पर स्विच करके आसानी से निर्धारित किया जा सकता है जिसमें लीड अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ा हो सकता है जो मीटर की गति का कारण बनता है लाभ यह है कि प्रतिरोध के संदर्भ में वर्तमान करंट संकेत को कैलिब्रेट करने के बाद से प्रत्यक्ष माप संभव है आप इसे वोल्ट ओम मिलि एमीटर कह सकते हैं या इसे अन्यथा मल्टी मीटर कहा जा सकता है मल्टी मीटर में दो जांच होती हैं इन दो जांचों को मल्टीप्लायरों को जोड़ने के लिए सॉकेट में डाला जाता है स्टंट रेसिस्टर्स और रेक्टिफायर आप इसे जोड़ सकते हैं और फिर हम जो करते हैं वह आउटपुट को मापने की कोशिश करते हैं तो लाभ यह है कि यह सीधे माप देता है VTVM के रूप में लोकप्रिय वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर को मूल रूप से ट्यूब के ग्रिड को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है आप ग्रिड को याद करते हैं जो हमने वहां देखा था उचित गुणक प्रतिरोधों को नियोजित किया जाता है जिसके माध्यम से मीटर के लिए एसी या डीसी इनपुट दिया जाता है उच्च ग्रिड सर्किट प्रतिरोध के कारण साधारण मीटर की तुलना में VTVM का इनपुट प्रतिरोध आमतौर पर बहुत अधिक है यह सिग्नल स्रोत के लोडिंग को कम करता है तो अब हम एक सरल प्रश्न की कोशिश करते हैं एक रेखीय प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर 50 मिमी लंबा होता है और एक तार के साथ समान रूप से बंधा होता है जिसमें कई ओम का प्रतिरोध होता है सामान्य स्थिति में स्लाइडर पोटेंशियोमीटर के केंद्र में होता है रैखिक विस्थापन के साथ जब दो मामलों के लिए व्हीटस्टोन पुल द्वारा मापा गया पोटेंशियोमीटर का प्रतिरोध 3850 ओम 7560 ओम होता है क्या एक ही दिशा में दो विस्थापन हैं यदि उपरोक्त व्यवस्था के साथ न्यूनतम 10 ओम प्रतिरोध को मापना संभव है तो स्थिरता खोजें सामान्य स्थिति में प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर लंबाई का प्रतिरोध सामान्य स्थिति से प्रतिरोध का परिवर्तन 5000 3850 1150 Ω इसलिए स्लाइडर की सामान्य स्थिति से विस्थापन विस्थापन स्थिरता न्यूनतम इसलिए हमने स्थिरता का पता लगा लिया है हमने विस्थापन का भी पता लगा लिया है ठीक है तो सीआरओ कैथोड रे जो भी एक आउटपुट यंत्र है जिसमें आप निगरानी कर सकते हैं तो आप सूचक के साथ सरल कॉइल आउटपुट के माध्यम से निगरानी कर सकते हैं आप इसे बहु मीटर के साथ माप सकते हैं फिर आप इसे एक वैक्यूम ट्यूब के साथ माप सकते हैं आप इसे सीआरओ कैथोड रे दोलनदर्शी के साथ भी माप सकते हैं या सीआरओ एक वोल्टेज संवेदनशील उपकरण है जिसका उपयोग माप देखने और एक तरंग का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है इसका लाभ यह है कि कम जड़ता के साथ इलेक्ट्रॉन का एक किरण पुंज प्रतिदीप्तिशील पर्दे पर हमला करता है एक छवि उत्पन्न करता है जो प्रणाली में भिन्न वोल्टेज इनपुट के साथ तेजी से बदल सकता है सीआरटी सीआरओ की मूल कार्य इकाई है कैथोड रे ट्यूब सीआरओ का मूल कार्य है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में हीटर कैथोड कंट्रोल ग्रिड और त्वरित एनोड होते हैं जब कैथोड गरम किया जाता है यदि आप वापस जाते हैं और देखते हैं कि कैथोड हीटिंग एनोड वहाँ उत्पन्न होता है एनोड पर अक्षीय दर जो सकारात्मक रूप से चार्ज होती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धारा को आवश्यक हड़ताली वोल्टेज प्रदान करती है आवश्यक त्वरण के बाद इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेटों से गुजरता है जो उन्हें एक्स और वाई दिशा में मूल क्षण प्रदान करते हैं तो यह एक सीआरओ है आपके पास एक हीटर है तो फिर आपके पास यह हीटर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो यहाँ केंद्रित एनोड ताकि जो इलेक्ट्रॉन छितरे हुए हैं वे एक ही रेखा पर केंद्रित हों तो तब आपके पास प्लेटों की अवक्षेपण होता है इन्हें ऊर्ध्वाधर अवक्षेपण प्लेट्स कहा जाता है फिर आप सभी में क्षैतिज विक्षेपण प्लेटें होंगी इलेक्ट्रॉन इस पर से होकर पर्दे तक जाती है ठीक है यह इलेक्ट्रॉन किरण है इलेक्ट्रॉन किरण इसे गर्म करता है यह ऊष्मायन है इसे गर्म किया जाता है निकाला जाता है और एक बार जब इन आयनों को इस केंद्रित एनोड के माध्यम से पारित किया जाता है और तब प्लेटों को लंबवत क्षैतिज और फिर पर्दे पर आघात पहुंचाता है तब जब यह आघात पहुंचाता है तो यह रोशन करता है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो इस भाग को इलेक्ट्रॉन बंदूक कहा जाता है फिर आपके पास ऊर्ध्वाधर प्लेटें क्षैतिज प्लेटें हैं क्षैतिज प्लेट्स क्षैतिज एम्पलीफायर से जुड़े होते हैं फिर समय आधारित जनरेटर ट्रिगर सर्किट आपके पास हैं ठीक है जब आप क्षैतिज एम्पलीफायर को देखते हैं तो आपके पास ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर भी होता है जिसमें आपके पास विलंब लाइनें भी होती हैं तो यहाँ एक इनपुट दिया गया है जो दिया गया है और फिर यह ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर लेता है तो मूल रूप से यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किरण को वापस धक्का देने की कोशिश करेगा या यह विचलन लेने की कोशिश कर सकता है फिर यहाँ विलंब रेखा तो यह हमें इनपुट दिया गया है तो हीटिंग केंद्रित ऊर्ध्वाधर प्लेटें क्षैतिज प्लेटें पर्दे चमकदार होना तो यह एक CRO का योजनाबद्ध आरेख है तो एक सीआरओ में एक सीआरटी होगा तो यह उच्च वोल्टेज की आपूर्ति है जो सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करता है यह इलेक्ट्रॉन बंदूक कैसे काम करता है उसी इलेक्ट्रॉन बंदूक का उपयोग आपके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए किया जाता है लगभग एक ही चीज केवल एक चीज है आपके पास एक बंदूक होगी इलेक्ट्रॉन किरण में उच्च धाराएं होंगी यदि आप उच्च पक्ष पर जाना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग या वेल्डिंग के लिए भी कर सकते हैं हम एक ही इलेक्ट्रॉन बंदूक स्रोत का उपयोग करते हैं केवल एक चीज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों में उच्च है ठीक है तो आप यह विस्थापन या समाप्ति उपकरण हैं ये प्रदर्शित करने वाले उपकरण हैं सीआरओ की अनूठी विशेषता तो आपके पास दोलनदर्शी एंपलीफायर है चूंकि सीआरओ की संवेदनशीलता बहुत खराब है इसलिए उन्हें माप प्रयोग के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए विक्षेपण प्लेटों पर लागू होने से पहले संकेत का प्रवर्धन प्रदान करना आवश्यक है तो इसीलिए हमारे पास एक एम्पलीफायर है ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर वास्तव में कई सीआरओ दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्लेटों के लिए डीसी और एसी प्रवर्धन से लैस हैं संकालन हम जानते हैं कि स्थिर और स्थिर छवि प्राप्त करने के लिए जो निरंतर है एक उच्च उच्च स्तर पर तरंग की आवृत्ति को बनाए रखना आवश्यक है दूसरे शब्दों में यदि वोल्टेज को ऊर्ध्वाधर मुड़े हुए प्लेटों पर लगाया जा सकता है जो कि Y अक्ष है तो 50 हर्ट्ज कहने पर स्थिर होना आवश्यक है ताकि एक निरंतर छवि प्राप्त करने के लिए एक्स अक्ष पर लागू साटूथ आवृत्ति को ठीक करना होगा 60 हर्ट्ज पर अन्यथा यह छवियों को विकृत करेगा तो जो वे कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपके पास इन विक्षेपण प्लेटें हैं तो इन विक्षेपण प्लेटों को आवृत्ति के संदर्भ में संकालन किया जाना चाहिए ताकि आपको आउटपुट मिले तो तीव्रता या जेड मॉड्यूलेशन हम जानते हैं कि करंट का प्रवाह ग्रिड वोल्टेज को नियंत्रित करके नियंत्रित किया जा सकता है ठीक है तो हम किस ग्रिड वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं ये ग्रिड वोल्टेज हैं ठीक है तो उसी तरह यदि आप देखते हैं कि यह कैथोड है तो एनोड यह एनोड है यह कैथोड है और फिर आपके पास ग्रिड है इस ग्रिड को हमेशा एक पूर्वाग्रह दिया जाएगा ठीक है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज द्वारा उत्पन्न प्रतिदीप्त छवि में एक उज्ज्वल और एक अंधेरा छाया प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक वोल्टेज इसी ग्रिड भाग पर लागू होते हैं तो बाहरी क्षैतिज आदानों को भी लागू किया जाता है जो वोल्टेज आवृत्ति और चरण संबंध के साथ तुलना करता है हम आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं प्रत्यक्ष लेखन प्रकार के ऑसिलोग्राफ हैं तो यह अनिवार्य रूप से एक लेखनी से बना होता है जो एक चलते कागज पर छवि का पता लगाता है तो दोलनदर्शी से आप इसे एक पठन रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो इसमें X अक्ष समय होगा और Y अक्ष परिमाण के रूप में कुछ भी हो सकता है तो अनिवार्य रूप से इसमें एक लेखनी होता है जो सीधे संपर्क स्थापित करके चलती पेपर की छवि का पता लगाता है अनुरेखण और लेखन के लिए इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली लेखनी वर्तमान संवेदनशील है रिकॉर्डिंग को लेखनी के तहत कागज को स्थानांतरित करके प्राप्त किया जा सकता है और जिसे इनपुट सिग्नल द्वारा इनपुट के लिए समय आधारित फ़ंक्शन के रूप में विक्षेपित किया जाता है तो आपके पास ऑसिलोग्राफ भी हो सकते हैं तो हमने जो देखा वह दोलनदर्शी था यह दोलनदर्शी है इसे अलग से रिकॉर्ड किया जा सकता है इसे एक कट्टर पठन आउटपुट में परिवर्तित किया जा सकता है प्रकाश किरण ऑसिलोग्राफ भी हैं यह अनिवार्य रूप से एक कागज चालित तंत्र एक गैल्वेनोमीटर और एक प्रकाशीय प्रणाली शामिल करता है करंट वर्तमान संवेदनशील गैल्वेनोमेट्रिक रोटेशन को स्थानांतरित करने के लिए जिसे एक फोटोग्राफिक फिल्म पेपर पर दर्ज किया जा सकता है तो एक प्रकाश किरण ऑसिलोग्राफ भी उपयोग किया जाता है आपके पास एक XY प्लॉटर भी है यह प्रत्यक्ष सही दोलनदर्शी की तरह ही है ये सभी समाप्ति उपकरण ऑसिलोग्राफ हैं इसका उपयोग प्रकाश किरण ऑसिलोग्राफ निदेशालय ऑसिलोग्राफ़ में किया जाता है प्लॉट करने के लिए आपके पास XY प्लॉटर्स भी हैं जो आउटपुट दो DC इनपुट्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो X और Y एक्सिस हैं इसमें आत्म संतुलन पोटेंशियोमीटर शामिल है एक कागज की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और दूसरा कलम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह संचालित होता है और आप आगे EMF प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो कि ट्रांसड्यूसर का आउटपुट सिग्नल है शायद विस्थापन बल दबाव तनाव और अन्य मापदंडों का मूल्य इसलिए ट्रांसड्यूसर्स के इस अध्याय में हमने क्या पूरा किया था हम ट्रांसड्यूसर्स में ट्रांसफर दक्षता क्या है इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे ट्रांसड्यूसर्स के विभिन्न वर्गीकरण मध्यवर्ती रूपांतरण यंत्र सरल अच्छी तरह से करंट और वोल्टेज की माप फिर मध्यवर्ती रूपांतरण यंत्र के फायदे क्या हैं फिर अंतिम यंत्र फिर हमने सीआरओ का एक काम आखिरकार ऑसिलोग्राफ और एक्सवाई प्लॉटर देखा विद्यार्थी को काम है भूकंपरोधी देखने की कोशिश करें या हम यह कहने की कोशिश कर सकते हैं कि भूकंप की प्रतिक्रिया ऑनलाइन मापा जाता है यह एक सीआरओ के माध्यम से हो सकता है या यह एक प्लॉटर के माध्यम से इस प्रयोग के लिए एक योजनाबद्ध आरेख विकसित करने का प्रयास कर सकता है तो वे इसे कैसे करते हैं है ना इसलिए उदाहरण के लिए वे इसेरीचि पैमाने पर करते हैं और फिर वे समय के संबंध में भी करते हैं इसलिए कृपया समझें कि वे क्या मापते हैं सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए और फिर यह अंत में अंतरण कैसे हो रहा है आप किस डिस्प्ले को देख रहे हैं और प्लॉटर के संदर्भ में कैसा डिस्प्ले है इसलिए मुझे क्या दिलचस्पी है कि आपके समय के पैमानों पर वे बात करें कि वे किस परिमाण में हैं और दूसरी बात जो हम हमेशा एक पैमाने के संदर्भ में बात करते हैं तो एक रीचि पैमाने का उपयोग किया जाता है मुझे विनिर्देश भी नहीं देने दें इसलिए आम तौर पर हम जो रिपोर्ट करते हैं वह डैश स्केल है तो अनुप्रयोग के एक योजनाबद्ध आरेख को समझने की कोशिश करें फिर एक पैमाना है जिसके द्वारा वे डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यह समझने की कोशिश करें कि वे कैसे कैलिब्रेट करते हैं डेटा को स्केल और स्केल में रिपोर्ट करते हैं ठीक है अगला सवाल यह है कि लोग बांध में पानी के प्रवाह को कैसे मापते हैं ठीक है उपाय के लिए आप एक बांध में पानी के प्रवाह को कैसे मापते हैं दूसरी बात यह है कि यह कैसे दर्ज किया जाता है कि लोग बारिश को कैसे मापते हैं ठीक है ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको डेटा के लिए आगे देखना होगा और समझना होगा कि यह कैसे प्लॉट किया जाता है यह कैसे काम करता है ठीक है ये सभी कार्य अपने आप को सीखने के लिए हैं ठीक है परीक्षा में आपके पास इन कार्यों के आधार पर प्रश्न हो सकते हैं जो भी मैं छात्रों को कार्य दे रहा हूं और इससे अधिक यदि आप इन सभी कार्यों को समझना शुरू करते हैं तो आप माप विज्ञान की सराहना करना शुरू कर देंगे ठीक है